इससे पहले कि मैं आगे बढूं मैं एक्जिस्टेंस क्राइटेरिया के बारे में बात करना चाहता हूं मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक्जिस्टेंस को LT से निरूपित करूंगा लाप्लास ट्रांसफार्म के एक्जिस्टेंस क्राइटेरिया को परिभाषित करने के लिए मैं फंक्शन के एक्स्पोनेंशियल आर्डर का परिचय देता हूं मान लीजिए f एक्स्पोनेंशियल ऑर्डर का है यदि आवश्यक रूप से यह परिभाषा कहती है कि फंक्शन एक्स्पोनेंशियल आर्डर का है यदि वह ऊपरी तरफ से एक्स्पोनेंशियल फंक्शन से बाउंडेड है तो विशेष रूप से हम आगे बढ़ते हैं मेरे पास लाप्लास ट्रांसफार्म के एक्जिस्टेंस का एक बहुत अच्छा परिणाम है मैं इसे थ्योरम से निरूपित करता हूं थ्योरम 1 यह कहता है कि फंक्शन f कंटीन्यूअस है या मान लीजिए की यदि वह प्रत्येक फाइनाइट इंटरवल 0 से T में कंटीन्यूअस या पीसवाइज कंटीन्यूअस है और फंक्शन eat के एक्स्पोनेंशियल आर्डर का है तो मेरे फंक्शन f के लाप्लस ट्रांसफार्म का अस्तित्व जब होगा यदि सभी s के लिए Re a इस परिणाम का प्रमाण देखने के लिए हम यह देखते हैं कि f का लाप्लस ट्रांसफार्म क्या है प्रमाण तो हम देखते हैं कि यदि फंक्शन एक्स्पोनेंशियल आर्डर का है और कंटीन्यूअस या पीसवाइज कंटीन्यूअस है तो लाप्लस ट्रांसफार्म का अस्तित्व होगा उदाहरण 1 तो यह लाप्लास ट्रांसफार्म नहीं है ऐसा क्यों है क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे s ∞ की हो जाता है यह 0 की ओर नहीं जा रहा यह ऊपर से बाउंडेड नहीं है अतः यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है उदाहरण 2 इसका लाप्लास ट्रांसफार्म ज्ञात नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यह एक्स्पोनेंशियल आर्डर का नहीं है अतः प्रत्येक फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफार्म ज्ञात नहीं किया जा सकता यहां पर मैंने दो उदाहरण दिखाएं जहां मैंने दिखाया की लाप्लास ट्रांसफार्म का अस्तित्व नहीं है हमारे पिछले थ्योरम के परिणाम में सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन थी नेसेसरी कंडीशन नहीं थी अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और थ्योरम्स की चर्चा करते हैं

यदि तो हम जल्दी से कुछ और उदाहरण देखते हैं उदाहरण ज्ञात कीजिए Lf हल हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं अब आपको लाप्लास ट्रांसफार्म ज्ञात करना है उदाहरण Lf ज्ञात कीजिए जहां यदि हम इस फंक्शन को f वर्सेस t प्लॉट करने की कोशिश करते हैं स्लाइड को देखिएगा हम देखते हैं कि यदि t 0 से a के बीच है तो सभी हैवी साइड फंक्शन वेनिश हो जाते हैं और मुझे 1 मिलता है मैं इन्हें रैक्टेंगुलर वेव फंक्शन कहता हूं हम देखते हैं कि समय के साथ रैक्टेंगुलर वेव्स टाइम के साथ रैक्टेंगलस है तो मुझे इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफार्म ज्ञात करना है थ्योरम 3 का उपयोग करने से यह बहुत सरल हो जाता है

यह थोड़ा सा और सिंपलीफिकेशन है जिससे कि हम उत्तर को कंपैक्ट फार्म में लिख पाए मेरे पास एक और अच्छा उदाहरण है उदाहरण यदि f a पीरियड का पिरियोडिक फंक्शन है

यह मेरा उत्तर है इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं एक और परिणाम का परिचय देना चाहता हूं और वह एक छोटे थ्योरम के रूप में दिया हुआ है

अतः ∞ पर यह एक्सप्रेशन वेनिश हो जाएगा

और मुझे मेरा दूसरा उत्तर प्राप्त होगा मैं अपना उत्तर प्राप्त करने के लिए nth डेरिवेटिव तक जा सकता हूं उदाहरण डेरिवेटिव फॉर्मूला से Ltn ज्ञात कीजिए हल डेरिवेटिव फॉर्मूला का उपयोग करने से डेरिवेटिव फॉर्मूला का उपयोग करने से उत्तर बहुत ही सरल है यह हमारे आज के लेक्चर को पूर्ण करता है अगले लेक्चर में मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से संबंधित विशिष्ट परिणामों के बारे में बात करूंगा जैसे कि कन्वॉल्यूशन थ्योरम पार्सीवल इनक्वॉलिटी convolution theorem the Parsevals inequality इनका उपयोग उदाहरणों को लाप्लास ट्रांसफार्म से हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है